नमस्कार दोस्तों हम इस विशेष सप्ताह में फिर मिलते हैं जहां हमने इंजीनियरों के लिए लागू थर्मोडायनामिक्स पर अपना कोर्स शुरू किया है और इस सप्ताह हम थर्मोडायनामिक्स के मूल सिद्धांतों की समीक्षा कर रहे हैं या जो भी आपने अपने बुनियादी थर्मोडायनामिक्स पाठ्यक्रम में सीखा होगा हम उन विषयों की समीक्षा कर रहे हैं और लागू थर्मोडायनामिक्स के विषय पर गहन चर्चा में जाने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं पिछले व्याख्यान में जो इस पाठ्यक्रम का पहला व्याख्यान है हमने केवल थर्मोडायनामिक प्रणाली अवस्था और गुणों की अवधारणा को संशोधित करने का प्रयास किया है विभिन्न प्रकार के थर्मोडायनामिक्स सिस्टम मूल रूप से बंद और खुले सिस्टम पर चर्चा की गई थी फिर गुणों को परिभाषित करने के विभिन्न तरीकों के बारे में देखा था जिससे हम किसी गुण को गहन या व्यापक गुण के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं फिर हमने ऊष्मप्रवैगिकी अवस्था संतुलन अवस्था और अंत में ऊष्मप्रवैगिकी का शून्य का नियम की चर्चा की जिसने हमें तापमान नामक गुण की अवधारणा को दिया इसलिए आज हम चर्चा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और थर्मोडायनामिक्स के पहले और दूसरे नियम के बारे में चर्चा करना चाहते हैं और चर्चा के लिए हमारे पास पहला शब्द ऊर्जा है ऊष्मागतिकी की किसी भी चर्चा में ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है ऊष्मागतिकी को अक्सर ऊर्जा विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है एक आम आदमी के दृष्टिकोण से या किसी भी सामान्य चर्चा के बिंदु से सिस्टम में ऊर्जा सामग्री को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है जैसा कि यहां दिखाया गया है हम यह मान सकते हैं कि ऊर्जा कुछ स्थितियों में थर्मल ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा जैसे कई रूपों में एक प्रणाली में मौजूद हो सकती है तो यह संभव है कि एक प्रणाली में इन सभी प्रकार की ऊर्जाएं हो सकती हैं और इन सभी प्रकार की ऊर्जाओं के योग को सिस्टम की कुल ऊर्जा सामग्री कहा जाता है हम सिस्टम की कुल ऊर्जा सामग्री को दर्शाने के लिए हम 'E' का उपयोग करने जा रहे हैं हम इसे संग्रहीत ऊर्जा भी कहते हैं इसलिए इस प्रतीक E ' का उपयोग संग्रहीत ऊर्जा को दर्शाने के लिए किया जाता है यह एक व्यापक गुण है जिसके कारण हम प्रतीक E' का उपयोग कर रहे हैं और इसका विशिष्ट संस्करण ' e 'के रूप में परिभाषित किया गया है eEM या प्रति यूनिट द्रव्यमान में संग्रहीत ऊर्जा एक आंतरिक या गहन गुण है लेकिन थर्मोडायनामिक दृष्टिकोण से कोई कारण नहीं है कि आपको इतने विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं के लिए जाना चाहिए बल्कि हम ऊर्जा को दो सामान्य श्रेणियों या दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं ऊर्जा का स्थूल रूप ऊर्जा का सूक्ष्म रूप ऊर्जा का स्थूल रूप ज्यामितीय अभिविन्यास या सिस्टम की स्थिति से जुड़े भौतिक चर से संबंधित है सबसे आम वर्गीकरण गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है एक प्रणाली एक निश्चित संदर्भ फ्रेम के संबंध में अपने वेग के कारण गतिज ऊर्जा रखती है जबकि यह एक निश्चित संदर्भ फ्रेम के संबंध में इसकी ऊंचाई के कारण स्थितिज ऊर्जा उसमे होती है इसलिए संदर्भ फ्रेम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है दोनों गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जाओं को एक निश्चित संदर्भ फ्रेम के संबंध में परिभाषित किया गया है और यह ऊर्जा के किसी भी स्थूल रूप के लिए सच है ऊर्जा के किसी भी स्थूल रूप को हमेशा एक निश्चित संदर्भ फ्रेम के संबंध में परिभाषित किया जाता है उदाहरण के लिए आप एक ट्रेन को एक निश्चित वेग के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच सकते हैं और आप ट्रेन के अंदर हैं अब आप किसी दिशा में गेंद फेंकते हैं तो उस गेंद का वेग कितना होना चाहिए गेंद का वेग उसका वास्तविक वेग और ट्रेन के वेग जितना होना चाहिए लेकिन किस प्रकार का वेग चुनना है यह संदर्भ फ्रेम की आपकी पसंद या प्रेक्षक की पसंद पर निर्भर करता है यदि पर्यवेक्षक ट्रेन के अंदर खड़ा है तो वह गेंद के वेग का निरीक्षण करेगा ताकि वह वास्तविक वेग हो जिसके साथ वह ट्रेन के अंदर जा रहा है यदि पर्यवेक्षक स्थिर जमीन पर ट्रेन के बाहर खड़ा है तो वह गेंद को ट्रेन के वेग के साथ साथ अपने स्वयं के वेग के साथ आगे बढ़ने के लिए देखेगा यदि कोई पृथ्वी के बाहर खड़ा है तो आपको पृथ्वी के वेग को भी उसी में जोड़ना होगा इसलिए गेंद की गतिज ऊर्जा का मूल्य पर्यवेक्षक की पसंद या संदर्भ फ्रेम की आपकी पसंद के आधार पर बदलता रहेगा ऊर्जा के किसी भी स्थूल रूप के मामले में संदर्भ फ्रेम का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है कुछ स्थितियों में हम गति और चुंबकत्व बिजली सतह तनाव जैसे कुछ बाहरी कारकों के प्रभाव के रूप में ऊर्जा के स्थूल रूप को परिभाषित कर सकते हैं लेकिन वे केवल कुछ विशेष मामलों में दिखाई देते हैं और इसलिए आमतौर पर सामान्य थर्मोडायनामिक विश्लेषण में उन्हें अनदेखा किया जाता है तो ऊर्जा का स्थूल रूप केवल दो प्रकार का माना जा सकता है एक गतिज ऊर्जा है अन्य स्थितिज ऊर्जा है आप जानते है की काइनेटिक ऊर्जा को कैसे व्यक्त किया जा सकता है KE12mc2 जहाँ c संदर्भ फ्रेम के संबंध में सिस्टम का वेग है जबकि स्थितिज ऊर्जा को निचे दिए गए रूप में व्यक्त किया जाता है PEmgz जहां z संदर्भ फ्रेम के संबंध में ऊंचाई है ये दोनों गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा व्यापक गुण हैं क्योंकि उनका परिमाण द्रव्यमान पर निर्भर करता है हम दोनों के लिए एक गहन संस्करण को आसानी से परिभाषित कर सकते हैं जैसे के Ke प्रति यूनिट द्रव्यमान के लिए गतिज ऊर्जा है अर्थात् KeKEm12c2 इसलिए यदि आप वेग के मूल्य को जानते हैं तो आप विशिष्ट गतिज ऊर्जा को भी निर्दिष्ट कर सकते हैं इसी प्रकार आप एक विशिष्ट स्थितिज ऊर्जा को भी निर्दिष्ट कर सकते हैं जो प्रति इकाई द्रव्यमान के लिए स्थितिज ऊर्जा है अर्थात PePEmgz g एक अचल है Pe केवल ऊंचाई का एक कार्य है यह ऊर्जा के स्थूल रूप के बारे में था आइए अब हम ऊर्जा के सूक्ष्म रूप पर विचार करें ऊर्जा का सूक्ष्म रूप ऊर्जा के उस रूप से संबंधित होता है जो सिस्टम के आणविक संरचना और आणविक गतिविधि की डिग्री से जुड़ा होता है जो की किसी विशेष स्थिति या किसी विशेष स्थिति में मौजूद हो सकता है जो अणु सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार की गति हो सकती है जैसे कि सुरेख गति घूर्णी गति और कंपन गति ये सभी ऊर्जाएं विशेष रूप से सुरेख घूर्णी और कंपन ऊर्जाएं मिलकर ऊर्जा का सूक्ष्म रूप बनाती हैं प्रत्येक उपकेंद्रों को निर्धारित करना बहुत कठिन है और साथ ही बहुत आवश्यक नहीं है इसलिए आणविक गतिविधि से जुड़े इन सभी प्रकार के सूक्ष्म रूपों को आंतरिक ऊर्जा नामक एक समूह में जोड़ा जाता है इस आंतरिक ऊर्जा को 'U' द्वारा निरूपित किया गया है जो एक व्यापक गुण है हम आसानी से विशिष्ट आंतरिक ऊर्जा को u से परिभाषित कर सकते हैं uUm जो एक गहन गुण है यदि हम ऊर्जा के प्रारंभिक वर्गीकरणों को देखते हैं जो पहले चर्चा की गई थी तो सभी ऊर्जा जैसे की रासायनिक ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा भी सूक्ष्म प्रकार की ऊर्जा हैं क्योंकि रासायनिक और परमाणु ऊर्जा दोनों आणविक गतिविधियों से जुड़ी हैं एक रासायनिक प्रतिक्रिया के मामले में परमाणुओं का आदान प्रदान विभिन्न अणुओं के बीच होता है जो एक अलग आणविक प्रतिनिधित्व के लिए अग्रणी होता है इसलिए आणविक गतिविधि स्तर में परिवर्तन होता है इसके अनुसार आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है इसी तरह परमाणु ऊर्जा में एक परमाणु प्रतिक्रिया वास्तव में एक परमाणु के अंदर मौजूद नाभिक के टूटने या विस्फोट से जुड़ी होती है जिसके कारण नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के उन्मुखीकरण में बदलाव होता है इसलिए परमाणु ऊर्जा भी आणविक गतिविधि से संबंधित है और इसलिए यदि सिस्टम में ये सभी मौजूद हैं तो इस रासायनिक और परमाणु ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा का एक हिस्सा भी माना जाता है हालांकि विद्युत या चुंबकीय ऊर्जा कुछ विशेष स्थितियों में ही दिखाई दे सकती हैं इस बिंदु पर इसके बारे में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है यदि हम अब इन दोनों स्थूल और सूक्ष्म रूपों को ऊर्जाओं से जोड़ते हैं तो हम कह सकते हैं कि किसी सिस्टम system की संग्रहीत ऊर्जा को मैक्रोस्कोपिक भाग जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है और सूक्ष्म भाग जो आंतरिक ऊर्जा है उनको समाहित माना जाता है EKEPEU उपरोक्त समीकरण का विस्तार करते हुए इसे लिखा जा सकता है की E12mc2mgzU विशिष्ट संचित ऊर्जा को परिभाषित करने के लिए अर्थात् e जो कि संगत के शामिल स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग से युक्त होगा लेकिन सभी को विशिष्ट अर्थों या गहन अर्थों में लिखा जाएगा ekepeu उपरोक्त समीकरण का विस्तार करते हुए इसे निचे दिए तरीके से लिखा जा सकता है e12c2gzu तो विशिष्ट ऊर्जा कुल ऊर्जा और कुल संग्रहीत ऊर्जा एक ऊर्जा विश्लेषण में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न नाम हैं उस संदर्भ से आपको यह पहचानना होगा कि हमें वास्तव में क्या उपयोग करना चाहिए यानी or E या e ये ऊर्जा के रूप हैं जो एक प्रणाली के पास होते हैं इसी समय सिस्टम सराउंडिंग से ऊर्जा भी प्राप्त कर सकता है या सराउंडिंग के साथ ऊर्जा की लेनदेन के कारण सराउंडिंग में कुछ ऊर्जा खो सकता है जब भी सिस्टम किसी प्रक्रिया से गुजरता है तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कुछ प्रकार की लेनदेन होती है जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान के दौरान देखा है की लेनदेन को दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है द्रव्यमान ऊर्जा द्रव्यमान के इंटरेक्शन के कारण सिस्टम में कुल द्रव्यमान सामग्री बदल भी सकती है या नहीं भी कहो के अगर आने वाला द्रव्यमान बाहर जाने वाले द्रव्यमान के बराबर है तो सिस्टम की द्रव्यमान सामग्री नहीं बदलेगी लेकिन फिर भी द्रव्यमान का इंटरएक्शन होता है इसी प्रकार ऊर्जा भी सिस्टम के अंदर आ सकती है और सिस्टम को छोड़ सकती है यदि सिस्टम में आने वाली ऊर्जा की मात्रा बाहर जाने वाली ऊर्जा से अधिक है तो सिस्टम की संग्रहीत ऊर्जा का परिमाण बढ़ने वाला है अब यह वृद्धि गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा या आंतरिक ऊर्जा में हो सकता है या उन सभी में हो सकती है लेकिन कुल संग्रहीत ऊर्जा में वृद्धि होगी इसी तरह अगर बाहर जाने वाली ऊर्जा अधिक है तो कुल संग्रहीत ऊर्जा में कमी होगी तीन तरीके हैं जिनके द्वारा एक प्रणाली ऊर्जा प्राप्त कर सकती है 1 हीट ट्रांसफर हीट ट्रांसफर वह एनर्जी ट्रांसफर है जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीचमे होनेवाले तापमान के अंतर के कारण होता है और किसी अन्य कारण से नहीं होता है आमतौर पर हम गर्मी हस्तांतरण को सूचित करने के लिए एक प्रतीक Q का उपयोग करते हैं प्रतीक 'Q का उपयोग एक छोटे से प्रक्रिया के दौरान एक छोटे से गर्मी हस्तांतरण को सूचित करने के लिए किया जाता है 2 वर्क ट्रांसफर कार्य हस्तांतरण ऊर्जा हस्तांतरण का एक अन्य रूप है जो तब होता है जब सिस्टम के बीच किसी प्रकार का ऊर्जा हस्तांतरण होता है जो तापमान अंतर के कारण नहीं बल्कि कुछ और कारण से होता है जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच ऊर्जा का इंटरेक्शन एक तापमान अंतर के कारण होता है तो हम कहते हैं कि वह एक हिट ट्रांसफर और जब वो ड्राइविंग क्षमता तापमान का अंतर नहीं होता है लेकिन कुछ और कारन है तो हम उस को वर्क ट्रांसफर कहते हैं तो कार्य के हस्तांतरण के लिए ड्राइविंग क्षमता कुछ भी हो सकती है और तापमान अंतर के अलावा कार्य हस्तांतरण की संभावनाएं बहुत हैं आमतौर पर 'W' और W द्वारा निरूपित किए गए कार्य हस्तांतरण एक प्रक्रिया के दौरान एक छोटे से कार्य के हस्तांतरण को निरूपित करने के लिए होता है इसलिए जब सिस्टम गर्मी हस्तांतरण या कार्य हस्तांतरण के रूप में कुछ गर्मी या कुछ ऊर्जा प्राप्त करता है तो इसकी ऊर्जा सामग्री बढ़ जाती है या संग्रहीत ऊर्जा का परिमाण बढ़ जाता है यदि सिस्टम गर्मी हस्तांतरण या कार्य हस्तांतरण के रूप में ऊर्जा खो देता है तो इसकी कुल ऊर्जा सामग्री कम हो जाती है लेकिन ये केवल दो हैं और मैंने बताया है कि एक सिस्टम की ऊर्जा सामग्री तीन अलग अलग प्रकार के इंटरैक्शन के कारण बदल सकती है अब तीसरा कौन सा हो सकता है हमने पहले ही गर्मी हस्तांतरण का उल्लेख किया है जो तापमान अंतर के कारण होता है हमने कार्य हस्तांतरण का भी उल्लेख किया है जो तापमान अंतर के कारण नहीं होता है बल्की और प्रकार से ऊर्जा का हस्तांतरण है फिर तीसरा कौन सा हो सकता है तीसरा है द्रव्यमान स्थानांतरण 3 मास ट्रांसफर मास ट्रांसफर केवल ओपन सिस्टम के लिए लागू होता है क्योंकि बंद सिस्टम के लिए मास ट्रांसफर नहीं होता है तो एक बंद प्रणाली के लिए हमारे पास केवल दो प्रकार की ऊर्जा सहभागिता हो सकती है गर्मी हस्तांतरण और कार्य हस्तांतरण हालांकि एक खुली प्रणाली के लिए एक प्रणाली के अंदर कुछ मात्रा में द्रव्यमान चालें होती हैं यह इसके साथ कुछ ऊर्जा भी वहन करती है इसी तरह जब द्रव्यमान एक खुली प्रणाली को छोड़ता है तो यह सिस्टम के बाहर कुछ ऊर्जा भी ले जाता है तदनुसार सिस्टम की कुल ऊर्जा सामग्री को कम होना चाहिए इसलिए द्रव्यमान हस्तांतरण भी ऊर्जा इंटरैक्शन को बढ़ावा देता है मान लीजिए δm किसी विशेष प्रक्रिया के दौरान होने वाले द्रव्यमान स्थानांतरण की मात्रा है तो इससे जुड़े कुल ऊर्जा हस्तांतरण को के रूप में दर्शाया जा सकता है जहां इस गतिशील द्रव्यमान की ऊर्जा सामग्री है और थीटा यह राशि है इस द्रव्यमान और प्रवाह कार्य की संचित ऊर्जा है δmθδmePv प्रवाह कार्य ऊर्जा की मात्रा है जिसे यह द्रव्यमान प्राप्त करता है क्योंकि यह सिस्टम में या सिस्टम से बाहर दबाव के अंतर से आगे बढ़ता है इसलिए यदि हम e का विस्तार करते हैं तो समीकरण निम्नानुसार लिखे जा सकते हैं 𝛿𝑚𝜃 𝛿𝑚 12𝑐2𝑔𝑧𝑢𝑃𝑣 और आप जानते हैं की u Pv एक और गुण बनाने के लिए संयुक्त है अर्थात् एन्थालपी या इस मामले में विशिष्ट एन्थालपी huPv इसलिए समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है 𝛿𝑚𝜃 𝛿𝑚 12𝑐2𝑔𝑧h तो एक प्रणाली कुल ऊर्जा को गर्मी हस्तांतरण के रूप में या कार्य हस्तांतरण के रूप में या द्रव्यमान स्थानांतरण के रूप में ऊर्जा प्राप्त कर सकती है या तो ऊर्जा प्रणाली केअंदर आ सकती है या इन तीनों ऊर्जा का एक संयोजन भी हो सकता है यदि किसी प्रणाली को इन सभी प्रकार की ऊर्जा सहभागिता के अधीन किया जाता है तो हम सिस्टम में कुल ऊर्जा वृद्धि की मात्रा को लिख सकते हैं ΔE δQ δW δmθ जहा पे ΔE प्रणाली की ऊर्जा सामग्री में परिवर्तन है δQ गर्मी हस्तांतरण के रूप में प्राप्त ऊर्जा की कुल मात्रा है δW कार्य हस्तांतरण के रूप में प्राप्त ऊर्जा की कुल राशि है m द्रव्यमान स्थानांतरण के रूप में प्राप्त ऊर्जा की कुल मात्रा है यहां मैं आमतौर पर एक प्रथा के बारे में उल्लेख करता हूं की एक प्रणाली के द्वारा किए गए कार्य को सकारात्मक माना जाता है जबकि सिस्टम पर किए गए कार्य को नकारात्मक माना जाता है इसके विपरीत सिस्टम में गर्मी हस्तांतरण को सकारात्मक के रूप में लिया जाता है और सिस्टम से गर्मी हस्तांतरण को नकारात्मक रूप में लिया जाता है इसलिए जब भी आप Q लिख रहे होते हैं तो आप सिस्टम में गर्मी हस्तांतरण की मात्रा का उल्लेख कर रहे हैं जबकि अगर आप W के बारे में बता रहे हैं तो आप सिस्टम के द्वारा किए गए कार्य के बारे में बात कर रहे हैं यानी सिस्टम से दूर जाने वाली ऊर्जा इसलिए अक्सर हम इसे इस तरह से एक रूप में लिख सकते हैं ΔE δQ − δW δmθ जहां Q पॉजिटिव है यानी सिस्टम पर किया गया राशि कार्य या हीट ट्रांसफर है और W के लिए हम यह संकेत देने के लिए एक नकारात्मक संकेत डाल रहे हैं कि यहां W पॉजिटिव है लेकिन सिस्टम से एनर्जी चली गई है तो गर्मी हस्तांतरण के लिए Q तब है जब यह सिस्टम के लिए होता है Q तब है जब वह सिस्टम से दूर जा रहा है जबकि कार्य हस्तांतरण के मामले में W तब होता है जब यह सिस्टम से दूर जा रहा होता है W तब होता है जब यह सिस्टम में जा रहा होता है यह कन्वेंशन सिर्फ एक कार्य करने वाले डिवाइस की परिभाषा के अनुरूप होने के लिए आया था क्योंकि अधिकतर इंजन या कार्य करने वाले उपकरणों से हम कार्य का आउटपुट चाहते हैं इसलिए जब आप सिस्टम से कार्य वापस ले रहे होते हैं तो हम इसे सकारात्मक कार्य कहते हैं आरेख को देखें यदि ऊर्जा अंदर जा रही है अर्थात यदि ऊष्मा अंदर जा रही है तो हम इसे Qin कहते हैं जो धनात्मक है और बाहर आने वाली ऊष्मा को Qout कहा जाता है इसी तरह अगर कार्य प्रणाली के अंदर जा रहा है तो हम इसे Win कहते हैं और अगर कार्य सिस्टम के द्वारा दिया जाता है तो हम इसे Wout कहते हैं भ्रम से बचने के लिए यह अच्छा हे की हम किसी भी प्रथा से बचे लेकिन सिर्फ यह उल्लेख करें कि ऊर्जा सिस्टम में जा रही है या सिस्टम से बाहर जब भी ऊर्जा प्रणाली में जा रही है तो ऊर्जा संतुलन में आपको घनात्मक व्यवहार करना चाहिए तो यह समीकरण के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है δE δQin - δQout δWin - δWout δminθ- δmoutθ जहा पे δQin - δQout शुद्ध गर्मी है जो सिस्टम में चली गई है δWin - δWout जो कार्य की शुद्ध राशि है जो सिस्टम में चला गया है δminθ- δmoutθजो नेट मास ट्रांसफर है इसलिए जहा हम यह प्रथा लागु करे तो इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं की जब कोई सिस्टम में गर्मी हस्तांतरण उसके अंदर की और होता है तो हम उसे सकारात्मक कहते है और जहा सिस्टम में से गर्मी हस्तांतरण बहार की और होता है तो हम उसे नकारात्मक कहते है जबकि सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य सकारात्मक है और सिस्टम पर किया गया कार्य नकारात्मक है हम इस रूप में भी लिख सकते हैं जहां हम स्पष्ट रूप से अंदर और बाहर का उल्लेख कर रहे हैं इसलिए सिस्टम में जाने वाली किसी भी ऊर्जा को सकारात्मक रूप में लिया जाता है और सिस्टम से बाहर आना नकारात्मक के रूप में लिया जाता है दोनों एक और सामान ही हैं इन तीनों प्रकार के ऊर्जा संपर्क से जो संभव है वह यह है की गर्मी हस्तांतरण और द्रव्यमान स्थानांतरण काफी सीधा है जो कि ताप या ऊर्जा है जो द्रव्यमान के रूप में प्रणाली में जाता है तो उसे सकारात्मक रूप में लिया जाता है और कोई अन्य प्रकार की भिन्नता नहीं हो सकती है मास ट्रांसफर अपने कारण से हो सकता है और तापमान अंतर के कारण हीट ट्रांसफर हो सकता है लेकिन विभिन्न संभावित कारणों से कार्य हस्तांतरण हो सकता है इसलिए कार्य हस्तांतरण को हमेशा अलग अलग तरीकों से गणना की जा सकती है जो इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार के कार्य हस्तांतरण पर विचार कर रहे हैं हमारे पास एक चलती सीमा कार्य हो सकता है जिसमें प्रणाली की सीमा भौतिक रूप से चलती है हम विद्युत कार्य कर सकते हैं जबकि किसी प्रकार की विद्युत ऊर्जा electrical एनेर्ग्य को स्थानांतरित कर सकते हैं हम स्प्रिंग कार्य के रूप में भी कार्य कर सकते हैं हम तरल लौ के खींच के रूप में कार्य कर सकते हैंआदि प्रत्येक मामले के लिए हम विभिन्न तरीकों से कार्य हस्तांतरण की गणना कर सकते हैं आपने अपने मूल ऊष्मप्रवैगिकी पाठ्यक्रम में कार्य हस्तांतरण के विभिन्न सूत्रों की गणना की होगी जहाँ आपने देखा होगा कि किसी भी प्रकार के कार्य अंतरण संबंध का कुछ इस तरह से रूप है δW ∫ a dB जहां a गहन गुण को संदर्भित करता है और dB कुछ व्यापक गुण के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करता है कहो की एक चलती सीमा के कार्य के मामले में कार्य आउटपुट इस प्रकार दिया गया है δW ∫Pdv जहां Pदबाव और गहन गुण है और dv आयतन में परिवर्तन को संदर्भित करता है जो एक व्यापक गुण है यदि आप बिजली के कार्य पर विचार करते हैं तो यह आम तौर पर दिया जाता है δW ∫VdQ जहां Vपोटेंशिअलअंतर है और dQ आवेश की मात्रा है जो पोटेंशिअल अंतर की दिशा में बहती है तो पोटेंशिअल अंतर या वोल्टेज अंतर एक गहन गुण और चार्ज की मात्रा सिस्टम पर निर्भर करता है अर्थात सिस्टम का आकार यह एक व्यापक गुण है मान लीजिए हमें एक फिल्म बनाने या साबुन का बुलबुला बनाने के लिए आवश्यक कार्य की मात्रा खोजने की आवश्यकता है फिर इसी कार्य को आम तौर पर दिया जा सकता है δW ∫ σ dA जहां σ सतह का तनाव है और dA क्षेत्र में परिवर्तन है यहां फिर से सतह तनाव गहन गुण है और क्षेत्र प्रणाली के आकार पर निर्भर करता है इसलिए यह एक व्यापक गुण है इसलिए हमेशा कार्य हस्तांतरण को एक गहन गुण के उत्पाद के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जो आम तौर पर इस कार्य हस्तांतरण का कारण होता है कुछ व्यापक गुण में परिवर्तन गुणा जो उस कार्य हस्तांतरण का प्रभाव है अब लागू थर्मोडायनामिक्स के इस कोर्स में हम ज्यादातर चलती सीमा के कार्य से चिंतित हैं हम शायद ही किसी अन्य प्रकार के कार्य के बारे में बात करने जा रहे हैं और इसलिए उनमें से किसी पर भी चर्चा करने का कोई कारण नहीं है लेकिन बढ़ते हुए सीमा का कार्य यह है कि जहां आप ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं मैं उस पर थोड़ा और समय बिताना चाहूंगा चलती हुई सीमा को अक्सर PdV कार्य भी कहा जाता है क्योंकि जैसा कि हमने देखा है कि चलती सीमा का कार्य Wmbको निम्न प्रकार से दिया जा सकता है 𝑊mb12 𝑃𝑑𝑉 जहाँ 1 प्रक्रिया की प्रारंभिक अवस्था है 2 प्रक्रिया की अंतिम स्थिति है और यह एकीकरण PdV कार्य का परिमाण देता है हम आम तौर पर सबस्क्रिप्ट 'mb' का उपयोग करते हैं यह निरूपित करने के लिए कि यह एक चलती सीमा का कार्य है प्रक्रिया 1 से 2 के दौरान शामिल चलती सीमा कार्य का अनुमान लगाने के लिए हमें इस सटीक PdVसंबंध को जानने की आवश्यकता है चलिए हम एक उदाहरण पर विचार करते हैं यहां हमारी स्थिति में एक गैस को पिस्टन सिलेंडर व्यवस्था में संलग्न किया गया है जैसे जैसे पिस्टन चलता है कुछ प्रक्रिया हो रही है हमारी प्रक्रिया के शुरू में हम अवस्था बिंदु 1 पर हैं जहां दबाव अधिक है और आयतन कम है फिर हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि प्रणाली का विस्तार हो रहा है ताकि दबाव कम हो और आयतन बढ़े और अंत में बिंदु 2 तक पहुंचे तो P1और V1 प्रारंभिक दबाव और आयतन है जो प्रारंभिक अवस्था बिंदु की पहचान करता है चरण के अनुसार हम एक सिस्टम की स्थिति में पहचान करने के लिए दो स्वतंत्र गहन गुणों को निर्दिष्ट कर सकते हैं इसलिए V 'के बजाय यदि हम v' लिखते हैं क्योंकि यदि V 'और v' स्वतंत्र हैं तो अवस्था 1 पूरी तरह से परिभाषित है अब यह किस तरह की व्यवस्था है खुली या बंद चूंकि इसमें कोई द्रव्यमान स्थानांतरण शामिल नहीं है इसलिए यह एक बंद प्रणाली है इसलिए द्रव्यमान स्थिर है और इसलिए 'v' और V ' हैं और उनमें से किसी एक का उपयोग करके हम आसानी से दूसरे की गणना कर सकते हैं इसी तरह अगर हम अंतिम दबाव P2 और विशिष्ट आयतन V2के अनुरूप जानते हैं तो हम पूरी तरह से अवस्था बिंदु 2 को परिभाषित कर सकते हैं लेकिन Wout को जानने के लिए अंतिम 2 अवस्था और प्रारंभिक अवस्था 1 के बारे में जानना पर्याप्त नहीं हैं हमें प्रक्रिया के दौरान सटीक PdVसंबंध को जानना होगा अब यह माना जाता है कि सिस्टम एक समीकरण का अनुसरण करता है PVn constant फिर आप इस से कार्य आउटपुट की गणना कैसे कर सकते हैं तो इस मामले में चलती सीमा कार्य है 𝑊𝑚𝑏 12𝑃𝑑𝑉 PVn constant के रूप में हम इसे एक रूप में लिख सकते हैं 𝑊𝑚𝑏 12𝑃𝑑𝑉12CVndV अचलआंक के एकीकरण से बाहर आने के रूप में हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 𝑊𝑚𝑏 12𝑃𝑑𝑉12CVndVC12dVVn 𝑊𝑚𝑏 12𝑃𝑑𝑉12CVndVC12dVVnCV n 1 n12 1 तो तदनुसार इस मामले में चलती सीमा कार्य की गणना की जा सकती है 𝑊𝑚𝑏 CV21 n V11 n1 n तो उपरोक्त समीकरण में अचल C का मान क्या होना चाहिए C के मूल्य की गणना प्रारंभिक अवस्था या अंतिम स्थिति के ज्ञान का उपयोग करके की जा सकती है क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में हमारे पास P1V1n a constant है यह भी P2 V2n के बराबर होना चाहिए अर्थात P1V1n CP2V2n तो हम C के स्थान पर P1V1n या C के स्थान पर P2V2n को बदल सकते हैं 𝑊𝑚𝑏 CV21 n V11 n1 n पूर्णता की खातिर हम आम तौर पर पहले मामले में क्या करते हैं की हम P2V2n को V21 n से गुणा करते हैं और P1 V1n को V11 n से गुणा करते हैं और 1 n से विभाजित करते है अर्थात P2V2nV21 n P1 V1nV11 n1 n 1तो यह अंत में के रूप में होने जा रहा है P1V1 P2V2n 1 तो इस विशेष सामान्यीकृत प्रक्रिया के लिए चलित सीमा कार्य को उपर्युक्त समीकरण के रूप में दर्शाया जा सकता है तो प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं के ज्ञान से और प्रतिपादक को भी जानकर हम इस प्रक्रिया के लिए चलित सीमा कार्य की आसानी से गणना कर सकते हैं PVn constant एक बहुत ही सामान्य संबंध है हम अक्सर इसे एक पोलिट्रोपिक संबंध कहते हैं क्योंकि सिर्फ n के मूल्य को बदलकर हम विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं उदाहरण के लिए हम केस को लेते हैं अगर हम n 0 P C लेते हैं यानी हम एक निरंतर दबाव प्रक्रिया या एक आइसोबैरिक प्रक्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं उस स्थिति में आपकी चलती सीमा कार्य की अभिव्यक्ति इस प्रकार से बहुत सरल होगी Wmb P यानी वह कार्य आउटपुट जो आप अपने सिस्टम से प्राप्त करने जा रहे हैं जबकि यदि हमारे पास n का मान है तो यह लगभग उच्चता से अनंतता के मामले में है अगर हम n ∞ VC लेते हैं यानी हम एक निरंतर आयतन प्रक्रिया या एक आइसोकोरिक प्रक्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं और इस स्थिति में आपका कार्य आउटपुट 0 i e होगा Wmb 0 अब आइए इन दोनों स्थितियों के लिए PV डायग्रामों पर एक नजर डालते हैं आपके पास ऊर्ध्वाधर अक्ष में Pहै और क्षैतिज अक्ष में Vहै इसलिए जब n 0होता है Pइस तरह की एक निरंतर प्रक्रिया रेखा है बिंदु 1 से शुरू होकर बिंदु 2 तक जा रही है और यह n 0 है के लिए हमारी प्रक्रिया है जब हम n अनंत होने के बारे में बात कर रहे हैं तो हम निरंतर वॉल्यूम प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे है तो यह एक संगत प्रतिनिधित्व है जो निरंतर वॉल्यूम लाइन के बाद 1 से 2 तक जा रहा है अब हम जानते हैं कि चलती सीमा कार्य पर PdV कार्य को इस वक्र से घिरे क्षेत्र के रूप में भी देखा जा सकता है इस मामले में PV की सपाटी पर यह छायांकित भाग कार्य आउटपुट है इसलिए जब हम एक निरंतर दबाव प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं तो आप एक आयत प्राप्त करते हैं इसलिए हम आसानी से चलती सीमा के कार्य की गणना कर सकते हैं जबकि एक निरंतर आयतन प्रक्रिया के मामले में कोई क्षेत्र संलग्न नहीं है यह सिर्फ एक ऊर्ध्वाधर रेखा है और इसलिए आउटपुट 0 है इसी तरह मामले में मे यदि हम n k लेते हैं जो विशिष्ट हीट्स का अनुपात है अर्थात k CpCv फिर हम एक निरंतर एन्ट्रापी प्रक्रिया का उल्लेख कर रहे हैं जैसा कि हम आज एन्ट्रापी की अवधारणा से परिचित नहीं हैं मैं इसे वैसा ही छोड़ रहा हूं और इस मामले में चलती सीमा द्वारा किए गए कार्य के रूप में व्यक्त किया जाता है 𝑊𝑚𝑏 P1V1 P2V2k 1 जहां k आमतौर पर 1 है इसलिए यह एक पर्याप्त रूप है एक अपवाद है जिसपर हमें विचार करना है यदि हमारे पास n 1 है अर्थात मामला अब n 1 डालने से आपको कुछ नहीं मिलता है या यह वास्तव में 00 स्थिति की ओर जाता है क्योंकि n 1 का मतलब है कि आपके पास PV constant है जो मूल रूप से एक आइसोथर्मल प्रक्रिया है अब इस मामले के लिए हम चलती सिमा के कार्य की इस अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं कर सकते हैं बल्कि हमें अलग से गणना करनी होगी तो इक आइसोथर्मल प्रक्रिया प्रक्रिया के लिए गतिमान सीमा कार्य क्या होगा यह निचे है 𝑊𝑚𝑏 12PdV12CVdVC ln V2V1C ln P1P2 जहाँ C विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं जैसे की हम ले सकते हैं की C P1V1 or C P2V2 और अगर यहां पर विचार की जाने वाली गैस अवस्था के आदर्श गैस समीकरण का अनुसरण कर रही है तो हम भी ले सकते हैं CmRT तो इस तरह हम विभिन्न आदर्शीकृत प्रक्रियाओं के लिए चलती सीमा के कार्य की गणना कर सकते हैं एक बार जब हम Pऔर V के बीच के संबंध को जानते हैं तो हम आसानी से चलती सीमा के कार्य की गणना कर सकते हैं तो अब हम जानते हैं कि किसी सिस्टम के लिए चलती सीमा कार्य की गणना कैसे करें कि क्या सिस्टम से कार्य का इनपुट है या सिस्टम से कार्य का आउटपुट है और इसके साथ ही एक बार जब हमें संबंधित हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर की जानकारी मिल जाती है तो हम सिस्टम की कुल संग्रहीत ऊर्जा में परिवर्तन की पहचान करने के लिए उस सभी को संबंधित कर सकते हैं हमने पहले से ही पिछली स्लाइड में समीकरण लिखा है और अब हम थर्मोडायनामिक्स के पहले नियम के रूप में औपचारिक रूप से उन्हें संबंधित कर सकते हैं ऊष्मप्रवैगिकी का पहला नियम वह कथन है जो इस ऊर्जा संपर्क और संग्रहीत ऊर्जा में संबंधित परिवर्तन से संबंधित है विभिन्न पाठ्यपुस्तकों में उपलब्ध ऊष्मप्रवैगिकी के पहले नियम के कई कथन या कई संस्करण हैं एक सबसे आम गलती जो सभी छात्र करते हैं वह यह है कि वे ऊष्मागतिकी के पहले नियम को सिर्फ ऊर्जा संरक्षण का एक बयान मानते हैं ऊष्मप्रवैगिकी का पहला नियम निश्चित रूप से ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की ओर जाता है लेकिन यह एक सिद्धांत नहीं है यह ऊर्जा संरक्षण का एक बयान नहीं है बल्कि यह अपने आप में एक नियम है यह एक बहुत ही मजबूत मौलिक कथन है और तीन से चार अलग अलग कथन हैं जिनसे हम चुन सकते हैं लेकिन यहाँ मैंने इस कथन के लिए जाने का निर्णय लिया है जो शायद सबसे मजबूत है बस इसे यहां पढ़कर ऊष्मागतिकी का पहला नियम यह है कि जब एक बंद प्रणाली दो निर्दिष्ट अवस्था बिंदुओं के बीच किसी भी एडियाबेटिक प्रक्रिया से गुजरती है तो नेटवर्क आउटपुट सिस्टम की और प्रक्रिया की प्रकृति की परवाह किए बिना समान होता है इसे एक बार फिर से पढ़ते हुए यहां हम एक बंद प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं यह किसी भी एडियाबेटिक प्रक्रिया से गुजर रहा है जिसका अर्थ है कि प्रक्रिया के दौरान कोई गर्मी हस्तांतरण नहीं हो रहा है और प्रक्रिया दो निर्दिष्ट अवस्था बिंदुओं के बीच हो रही है इसलिए यदि आप किसी भी गुण आरेख पर प्रक्रिया को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं तो हम कहें कि यह हमारा गुण 1 है a1 और एक अन्य गुण a2 है और ये दो अवस्था बिंदु हैं बिंदु 1 और बिंदु 2 बिंदु 1 प्रारंभिक अवस्था बिंदु है और बिंदु 2 अंतिम अवस्था बिंदु है इसलिए हम किसी भी प्रकार की एडियाबेटिक प्रक्रिया से गुजरने वाली एक बंद प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं और जब इन दो अवस्था बिंदुओं के बीच 1 से 2 तब होता है तो एक निरंतर प्रक्रिया से जुड़ा नेट वर्क आउटपुट प्रक्रिया की प्रकृति के समान स्वतंत्र होगा और प्रणाली इसका मतलब है अगर हम इस तरह की एक एडियाबेटिक प्रक्रिया को आकर्षित करने के बारे में सोचते हैं तो हम कहते हैं कि एक प्रक्रिया b और इस तरह की एक अन्य एडियाबेटिक प्रक्रिया है हम कहते हैं प्रक्रिया c है वे दोनों आपको एक ही कार्य आउटपुट देंगे क्योंकि दोनों एक ही दो अवस्था बिंदुओं के बीच हो रहे हैं दोनों को एडियाबेटिक प्रक्रिया के दौरान एक बंद प्रणाली की चिंता है अब जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि एक प्रणाली तीन प्रकार के ऊर्जा संपर्क से गुजर सकती है गर्मी हस्तांतरण कार्य हस्तांतरण और द्रव्यमान स्थानांतरण अब यहां हम एक बंद प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं जहां कोई द्रव्यमान स्थानांतरण नहीं है और एक एडियाबेटिक प्रक्रिया के बारे में भी है जहां गर्मी हस्तांतरण नहीं है सिस्टम द्वारा अनुभव की जाने वाली एकमात्र प्रकार की ऊर्जा का कार्य अंतरण है और उस कार्य अंतरण का परिमाण हमेशा प्रक्रिया की प्रकृति की परवाह किए बिना समान होता है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि संग्रहीत ऊर्जा में परिवर्तन ये तीनों मिलकर सिस्टम की संग्रहीत ऊर्जा में कुछ बदलाव का कारण बनेंगे अब चूंकि कार्य की मात्रा समान है इसलिए इस संग्रहीत ऊर्जा में बदलाव भी प्रक्रिया की परवाह किए बिना ही होगा इसका मतलब है संग्रहीत ऊर्जा में परिवर्तन प्रक्रिया पथ पर निर्भर नहीं करता है बल्कि केवल इस प्रारंभिक और अंतिम स्थिति की पसंद पर निर्भर करता है कि संग्रहीत ऊर्जा में परिवर्तन वास्तव में एक बिंदु कार्य है और इसलिए यह एक गुण है तो संग्रहीत ऊर्जा प्रणाली का एक गुण है और यही कारण है कि δ संकेतन का उपयोग करने के बजाय हम d संकेतन का उपयोग कर सकते हैं इसके अलावा एक विशेष प्रक्रिया के दौरान सिस्टम की संग्रहीत ऊर्जा में परिवर्तन को सीधे रूप में गणना की जा सकती है 12 d𝐸 𝐸1 − 𝐸2 इस प्रक्रिया के होने के बारे में परेशान हुए बिना तो इस विशेष स्थिति में एक एडियाबेटिक प्रक्रिया से गुजरने वाली बंद प्रणाली के लिए इस ऊर्जा में परिवर्तन को इस तरह लिखा जाता है dE δW अब W की दिशा के आधार पर E के मूल्य को आम तौर पर तय किया जाएगा सिस्टम द्वारा किया गया कार्य हम एक सकारात्मक रूप में लेते हैं इसलिए यदि सिस्टम वास्तव में कुछ कार्य कर रहा है तो ऊर्जा सिस्टम से दूर जा रही है और कुल संग्रहीत ऊर्जा कम हो जाएगी और निम्न प्रकार से प्रस्तुत की जाएगी dE - δW यदि इसमें गर्मी हस्तांतरण शामिल है तो उसी कथन के साथ हम गर्मी हस्तांतरण को संबद्ध कर सकते हैं और हम ऊष्मा गतिकी के पहले नियम का एक बहुत अधिक सामान्य रूप प्राप्त कर सकते हैं dE δQ - δW या अगर हम इस dE d काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इंटरनल एनर्जी का विस्तार करते हैं यानी dE dKE PE U δQ - δW तो गर्मी हस्तांतरण और कार्य हस्तांतरण का अंतर सिस्टम की संग्रहीत ऊर्जा में शुद्ध परिवर्तन देता है एक विशिष्ट मामले पर अगर हम एक स्थिर प्रणाली पर विचार करते हैं यानी गतिज ऊर्जा में एक स्थिर प्रणाली में परिवर्तन 0 ΔKE 0की ओर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन 0 ΔPE 0 तक जाता है या आप कह सकते हैं की आंतरिक ऊर्जा की तुलना मे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन नगण्य हैं उस विशिष्ट मामले में dU δQ - δW यानी एक शुद्ध ऊर्जा इंटरैक्शन सीधे सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन से संबंधित हो सकता है अब ये कथन बंद सिस्टम के लिए हैं यदि यह एक खुली प्रणाली के बारे में है तो आपको द्रव्यमान हस्तांतरण पर भी विचार करना होगा इस मामले में संग्रहीत ऊर्जा में परिवर्तन निचे के जैसे होगा dE δQ - δW δmθ जहाँ δmθ द्रव्यमान स्थानांतरण से जुड़ी ऊर्जा है यदि सिस्टम विभिन्न प्रकारों से गुजर रहा है या कई प्रकार की गर्मी कार्य और द्रव्यमान स्थानांतरण का अनुभव कर रहा है तो हम और अधिक सामान्य विवरण लिख सकते हैं dE ΣδQin - ΣδQout ΣδWin - ΣδWout Σδmin θin - Σδmout θout जहा पे ΣδQinसभी प्रकार के गर्मी हस्तांतरण का सारांश है जो सिस्टम में जा रहा है ΣδQout सिस्टम से बाहर जाने वाली सभी प्रकार की गर्मी का योग है ΣδWin प्रणाली में जा रहा है सभी तरह के कार्य का योग है ΣδWout सिस्टम द्वारा किए गए सभी प्रकार के कार्य हस्तांतरण का सारांश है Σδmin सभी प्रकार के द्रव्यमान का सारांश है जो सिस्टम में जा रहा है Σδmout सिस्टम से निकलने वाले द्रव्यमान के सभी प्रकार का योग है तो यह ऊष्मागतिकी के पहले नियम के एक बहुत ही मौलिक कथन के रूप में लिया जा सकता है जो कि बंद और खुले दोनों प्रणालियों पर समान रूप से लागू होता है कभी कभी हम प्रति यूनिट मास के रूप में या यहां तक कि एक रेट फॉर्म में भी उपयोग कर सकते हैं जैसे ओपन सिस्टम के लिए अक्सर हम उस स्थिति में एक रेट फॉर्म में उपयोग करते हैं आप इस प्रकार लिख सकते हैं जहा पे गर्मी हस्तांतरण की दर है कार्य हस्तांतरण की दर है द्रव्यमान स्थानांतरण की दर है और यदि आप प्रति इकाई द्रव्यमान में लिखना चाहते हैं तो यह निम्नानुसार होगा 𝑑𝑒 𝛿𝑞 - 𝛿𝑤 mmsystem तो ऊष्मप्रवैगिकी का पहला नियम मूल रूप से विभिन्न प्रकार की ऊर्जा इंटरैक्शन से संबंधित है जो सिस्टम की संग्रहीत ऊर्जा में परिवर्तन के साथ अनुभव कर सकता है और इन शर्तों को उपयुक्त रूप से जोड़कर और हमारे साइन कन्वेंशन से चिपककर आप आसानी से उन घटकों में से प्रत्येक की गणना कर सकते हैं यहां तक कि अगर आप साइन कन्वेंशन के बारे में भ्रमित हैं तो इसके बारे में भूल जाते हैं इस विशेष रूप का उपयोग करते रहें अर्थात् सिस्टम में से बाहर जाने वाली ऊर्जा माइनस सिस्टम में अंदर आने वाली ऊर्जा बराबर सिस्टम की संग्रहीत ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है और केवल स्थिर प्रणाली के विशेष मामले में आप इस E प्रतीक को सीधे आंतरिक ऊर्जा से बदल सकते हैं क्योंकि इस मामले में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन की उपेक्षा की जा सकती है आइए हम कुछ उदाहरण देते हैं पहले नियम पर आधारित विश्लेषण को अक्सर ऊर्जा विश्लेषण कहा जाता है क्योंकि यहां आप संग्रहीत ऊर्जा में परिवर्तन की गणना करने और संबंधित ऊर्जा इंटरेक्शन से संबंधित हैं तो पहला नियम विश्लेषण और ऊर्जा विश्लेषण एक ही बात है मेरे पास बहुत सरल समस्याएं हैं एक बंद प्रणाली के लिए और एक खुली प्रणाली के लिए बस पहले एक को पढ़ें जो एक बंद प्रणाली के लिए है यहां मेरे पास कई लंबी एल्यूमीनियम छड़ें हैं एल्यूमीनियम के गुण दिए गए हैं और प्रत्येक रॉड 5 सेमी व्यास का है उन्हें एक ओवन में गर्मी का इलाज किया जा रहा है गर्मी उपचार के दौरान वे 20 o Cपर ओवन में प्रवेश कर रहे हैं 400 o C के औसत तापमान के साथ बाहर आ रहे हैं और वे 8 मीटरमिनट meterminute की दर से ओवन में जा रहे हैं तो आपको रॉड की गर्मी हस्तांतरण की दर निर्धारित करनी होगी शुरुआत करने के लिए आइए हम 1 मिनट की समयावधि पर विचार करें फिर समय के साथ साथ इस एल्यूमीनियम रॉड का कितना द्रव्यमान ओवन से गुजरा है तो जो द्रव्यमान ओवन से गुजरा है उसकी गणना इस एल्यूमीनियम रॉड के आकार के रूप में की जा सकती है Δt 1 min 𝑚 4d2L400052 x 8 x 2700 4241 𝑘𝑔 तदनुसार हम प्राप्त कर रहे हैं जैसा कि मैंने संख्याओं को पहले से निर्धारित किया है और यह 4241 किलोग्राम के रूप में आ रहा है आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं जैसे कि द्रव्यमान प्रवाह दर 𝑚̇ 4241 𝑘𝑔𝑚𝑖𝑛 तो यह एल्यूमीनियम के द्रव्यमान की दर है जो ओवन में बह रहा है और इस दौरान द्रव का तापमान 20 oCसे 400 oC तक बदल जाता है तो आइए हम ऊष्मप्रवैगिकी का पहला नियम लागू करें यह कैसी सिस्टम है यह निश्चित रूप से एक बंद प्रणाली है विषय बंद प्रणाली का है लेकिन यह भी कि अगर हम इस एल्यूमीनियम रॉड को आपके सिस्टम के रूप में मानते हैं तो इस तरह कोई द्रव्यमान प्रवाह नहीं है तो तदनुसार हम एल्यूमीनियम छड़ के लिए लिख सकते हैं dE δQ - δW या यदि आप दर के रूप में लिखते हैं तो 𝑑𝐸𝑑𝑇 𝛿𝑄̇ − 𝛿𝑊 तो अगर हम गर्मी हस्तांतरण की दर और कार्य हस्तांतरण की दर जानते हैं तो एल्यूमीनियम रॉड की संग्रहीत ऊर्जा के परिवर्तन की समय दर की गणना की जा सकती है अब यहाँ कार्य अंतरण की दर क्या है ऊष्मा अंतरण की दर वह है जिसे हमें अंत में गणना करना है लेकिन कार्य हस्तांतरण की दर क्या है यहां हम यह मान सकते हैं कि कोई कार्य हस्तांतरण नहीं है और इसलिए गर्मी हस्तांतरण की दर वास्तव में आंतरिक ऊर्जा के परिवर्तन की समय दर के बराबर है और अब आप आंतरिक ऊर्जा में इस परिवर्तन की गणना कैसे कर सकते हैं आंतरिक ऊर्जा के परिवर्तन की समय दर की गणना निम्न प्रकार से की जा सकती है 𝛿𝑄̇ ddt mCpTmCp𝛥𝑇424160 x 0973 × 103 × 400 − 20 261 𝑘𝑊 हमें इस इकाइयों या इस प्रत्यय के बारे में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है इसलिए यह किलोजूल है मैं हमेशा मूल SI इकाई के संदर्भ में हर गणना करने का सुझाव दूंगा यही कारण है कि मैं इस 103 के साथ गुणा कर रहा हूं इसलिए यह आपको गर्मी हस्तांतरण की अंतिम दर प्रदान करता है यह 261 किलोवाट के आसपास आने वाला है या kJs और यह रॉड के लिए गर्मी हस्तांतरण की दर है यह थर्मोडायनामिक्स के पहले नियम की और बंद सिस्टम का एक बहुत ही सरल उदाहरण है तीसरे मॉड्यूल में आने के बाद हम कई समान समस्याओं को हल कर रहे हैं मेरे पास एक खुली सिस्टम के लिए एक और उदाहरण है समस्या को ध्यान से पढ़ें यहाँ हम 10 0C और 80 kPa से हवा को एक विसारक में प्रवेश करा रहे हैं इसलिए हवा के लिए इनलेट दबाव और तापमान दिया जाता है आइए हम इनलेट स्थिति 1 की पहचान करें इसलिए आपके पास यह डाटा हो P1 80 kPa T1 10 oC T का प्रतीक आमतौर पर निरपेक्ष तापमान को संदर्भित करता है इसलिए इसे 28315 K के रूप में लिखना बेहतर है यह एक वेग के साथ स्थिर रूप से बहती है अर्थात प्रवेश वेग 200 ms के रूप में दिया जाता है इसलिए C1 200 ms A1 04 m2 जहाँ A1 इनलेट क्षेत्र को संदर्भित करता है जो 04 m2है हवा का निकास वेग नगण्य से छोटा होता है अर्थात C2 को नगण्य से छोटे के बराबर लिया जा सकता है इसलिए C2 0 ms हमें हवा के द्रव्यमान प्रवाह दर और विसारक को छोड़ने वाली हवा के तापमान को प्राप्त करना होगा तो आप गणना कैसे कर सकते हैं वायु का गुण Cpदिया गया है सबसे पहले आपको द्रव्यमान प्रवाह दर की गणना करनी होगी आप हवा के द्रव्यमान प्रवाह दर की गणना कैसे कर सकते हैं स्थिर क्षेत्र के माध्यम से बहने वाली गैस का द्रव्यमान प्रवाह दर क्या है हम द्रव्यमान प्रवाह दर mass flow rate को आसानी से निम्नानुसार लिख सकते हैं mCA v अब विशिष्ट आयतन कैसे प्राप्त करें यहां हम हवा के बारे में बात कर रहे हैं अगर हम हवा को एक आदर्श गैस मानते हैं तो अवस्था के आदर्श गैस समीकरण का उपयोग करके आसानी से हवा की विशिष्ट आयतन की गणना की जा सकती है जो निम्नानुसार है PV RT अथवा 𝑣 𝑅𝑇P अथवा 𝑣1 𝑅𝑇1P1 यदि आप इनलेट सपाटी में आवेदन कर रहे हैं अब यहाँ R क्या है R सार्वभौमिक गैस स्थिरांक नहीं है लेकिन R इस मामले में हवा के लिए गैस स्थिरांक है और हवा के लिए गैस स्थिरांक का मान 287 JkgK है 𝑣1 𝑅𝑇1P1287 x 2831580 x 1031015 m3kg फिर उस kPa उस प्रत्यय को आपको याद रखना होगा या जो इसके लिए उपसर्ग है 'v ज्ञात है आप इनलेट सपाटी में विशिष्ट आयतन जानते हैं जो 1015 m3kgके रूप में आएगा इसलिए एक बार जब आप इनलेट सपाटी में 'A' और C 'वापस डाल देते हैं तो इनलेट सपाटी के लिए सभी शर्तें रख सकते हैं तो तदनुसार हम m को इस रूप में लिख सकते हैं mCA vmA1C1 v1788 kgs तो अब आपके पास द्रव्यमान प्रवाह दर है अब आपको विसारक को छोड़ने वाली हवा के तापमान की गणना करने के लिए पहला नियम लागू करना होगा इसलिए सिस्टम को लागू करना इस मामले में यह एक खुली प्रणाली है हमें तदनुसार समीकरण लागू करना होगा एक खुली प्रणाली के लिए हम जानते हैं कि dE δQ - δW δmθ या अगर हम रेट के रूप में लिखते हैं अब इस मामले में हम लगातार निम्नलिखित इंजन के बारे में बात कर रहे हैं अर्थात ऊर्जा का कोई शुद्ध परिवर्तन या सिस्टम की ऊर्जा सामग्री में परिवर्तन नहीं है और dEdT का मान 0 होगा और यह एक विसारक है इसलिए शुद्ध कार्य आउटपुट नहीं होगा W भी शून्य के बराबर है और तदनुसार हम शेष शर्तों के बीच संतुलन पर विचार कर सकते हैं अब शुद्ध गर्मी हस्तांतरण कितना हो रहा है गर्मी के किसी भी स्रोत या सराउंडिंग के किसी भी गर्मी के रिसाव के बारे में कोई उल्लेख नहीं है इसलिए यह भी 0 होगा और अंत में जो आपके पास बचता हैं वह द्रव्यमान प्रवाह दर के बीच एक संतुलन है इसे भी इस प्रकार दर्शाया गया है इस समस्या में C2 0 Z1 और Z2 को रद्द कर सकते हैं क्योंकि ऊंचाई के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है और तदनुसार हम गणना कर सकते हैं ℎ2 − ℎ1 12𝑐12 और बुनियादी ऊष्मप्रवैगिकी के अपने ज्ञान से आपको पता होना चाहिए कि एन्थालपी का संबंध इस प्रकार हो सकता है Cp T2 − T1 12𝑐12 इससे आप T2 की गणना अंतिम मूल्य के बराबर होने के लिए 303 Kहो जाएंगी इसलिए आपको 303 K के आसपास के जितना तापमान प्राप्त होगा इसलिए यह तापमान में लगभग 20 K की वृद्धि है भिन्नात्मक संख्या में छोटे परिवर्तन होंगे आप अपने हिसाब से गणना कर सकते हैं लेकिन यहाँ इस Δh को इस रूप में दर्शाया गया है Δh Cp ΔT यह संबंध हम अगले सप्ताह में आपके स्पष्टीकरण के लिए फिर से विकसित करेंगे तो यह वह तरीका है जो हम किसी भी प्रणाली के लिए विश्लेषण का पहला नियम करते हैं अब ऊर्जा विश्लेषण करने के लिए एक बहुत ही सरल रूप या बहुत सरल उपकरण होने के दौरान पहले नियम की अपनी सीमा है और वह सीमाएँ स्थायी गति मशीनों के संदर्भ में दी गई हैं अब हम इस तरह की एक प्रणाली पर विचार करते हैं अब यह एक प्रणाली है अगर हम विचार करते हैं कि सिस्टम कुछ भी नहीं कर रहा है लेकिन आपको δW राशि का आउटपुट दे रहा है क्या यह संभव है यह निश्चित रूप से थर्मोडायनामिक्स के पहले नियम के अनुसार संभव नहीं है जब तक कि सिस्टम एक चक्र में काम कर रहा है यह नहीं दे सकता है क्योंकि पहले नियम का पालन करते हुए हम हमेशा इस प्रकार लिख सकते हैं 𝛿𝑄 𝛿𝑊 0 जैसा कि इस मामले में जब यह किसी भी गर्मी हस्तांतरण के बिना एक चक्र में चल रहा है तो दोनों को 0 के बराबर होना चाहिए इसलिए यह संभव नहीं है इस स्थिति को पहली तरह की PMM I की स्थायी गति मशीन कहा जाता है अब आप एक और साइकिल चालन उपकरण पर विचार करते हैं यह एक ऐसा उपकरण है जो δQ मात्रा में गर्मी प्राप्त कर रहा है और δWमात्रा में कार्य दे रहा है अब क्या यह ऊष्मप्रवैगिकी के पहले नियम के अनुसार संभव है यह निश्चित रूप से संभव है क्योंकि पहले नियम के अनुसार δQ के चक्रीय अभिन्न को δW के चक्रीय अभिन्न के बराबर होना चाहिए इसलिए जब तक यह δQ और δW समान होते हैं तो यह निश्चित रूप से ऊष्मप्रवैगिकी के पहले नियम को संतुष्ट करता है लेकिन इस तरह एक डिवाइस का उत्पादन करने के सभी प्रयासों ने व्यावहारिक विफलता का कारण बना है और इसलिए हम उन्हें इस तरह के डिवाइस को PMM II की स्थायी गति मशीन बुलाते है PMM II थर्मोडायनामिक्स के पहले नियम को संतुष्ट करता है लेकिन फिर भी निर्माण करना संभव नहीं है क्योंकि थर्मोडायनामिक्स के कुछ अन्य नियम भी हैं जिसका यह उल्लंघन कर रहा है और यह नियम थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम है उसी प्रणाली के लिए मान लीजिए कि उस W1 के एक हिस्से को परिवर्तित करने के लिए Q1 की गर्मी प्राप्त हो रही है और शेष Q2 को कहीं और अस्वीकार करना है यह निश्चित रूप से संभव है इसका मतलब है कि किसी भी प्रणाली को जितनी भी ऊष्मा प्राप्त हो रही है उसके लिए यह संभव नहीं है कि वह शत प्रतिशत 100 परिवर्तित हो जाए बल्कि काम करने के लिए उष्मा के एक हिस्से को अस्वीकार करना होगा और उसके बाद ही हम प्रणाली को महसूस कर सकते हैं अब एक और उदाहरण देखें यहां आपके पास एक प्रणाली है आपके पास 2 बॉडी हैं एक को तापमान T1 पर रखा गया दूसरे को T2 और T1T2 के तापमान पर रखा गया अब एक चक्र पर यह प्रणाली बॉडी के इस कम तापमान से कुछ Q मात्रा में गर्मी ले रही है और पूरी गर्मी को बॉडी के उच्च तापमान तक अस्वीकार कर रही है अब क्या यह ऊष्मप्रवैगिकी के पहले नियम को संतुष्ट कर रहा है निश्चित रूप से यह संतोषजनक है क्योंकि इसे जितनी भी ऊर्जा मिल रही है उतनी ही ऊर्जा बाहर जा रही है इसलिए 𝛿𝑄 0 और इसलिए कार्य हस्तांतरण की कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर से इस तरह के एक उपकरण का उत्पादन करने का कोई भी प्रयास संभव नहीं है जिसे आप अभ्यास से जानते हैं हम कभी भी कम तापमान वाले बॉडी से उच्च तापमान वाले बॉडी में गर्मी स्थानांतरित नहीं कर सकते हमें कुछ अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता है और यह अतिरिक्त प्रयास तभी संभव है जब आप डिवाइस को कुछ कार्य इनपुट प्रदान करते हैं ताकि यह कम तापमान वाले बॉडी से Q2 मात्रा में गर्मी ले Wप्राप्त करता है और फिर इस 2 का संयोजन Q1 Q2 W कि उच्च तापमान बॉडी के लिए जवाब है तो केवल यह संभव है कार्य हस्तांतरण के बिना यह फिर से एक PMM II है तो दूसरी तरह की क्रमिक गति यंत्र वे उपकरण होते हैं जो ऊष्मागतिकी के पहले नियम पर प्रकाश डालते हैं या मुझे कहना चाहिए कि वे ऊष्मप्रवैगिकी के पहले नियम को संतुष्ट करते हैं लेकिन उन्हें कुछ अन्य नियमो का उल्लंघन करना चाहिए क्योंकि वे एक अभ्यास का उत्पादन करने के लिए संभव नहीं हैं और वह नियम ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम है लेकिन दूसरे नियम के बारे में उल्लेख करने से पहले मुझे हीटिंग इंजन और उलट गर्मी इंजन की अवधारणा का उल्लेख करना होगा और इससे पहले भी मुझे रिसर्वोइएर शब्द की शुरुआत करनी है रिसर्वोइएर एक काल्पनिक अवधारणा है यह ऊर्जा के एक स्रोत को संदर्भित करता है जहाँ से आप जितनी भी चाहे उतनी मात्रा में ऊर्जा ले सकते हैं या उतनी भी चाहे उतनी ऊर्जा जमा कर सकते हैं और यह आप रिसर्वोइएर के तापमान में कोई बदलाव किए बिना कर सकते हैं इसका मतलब है जो कुछ भी आप जितनी भी मात्रा मे इस रिसर्वोइएर ऊर्जा से ले रहे हैं या आप जितनी भी मात्रा में इसको ऊर्जा दे रहे हो लेकिन इस रिसर्वोइएर का तापमान अपरिवर्तित रहेगा तब केवल हम इसे रिसर्वोइएर कहते हैं रिसर्वोइएर को अनंत ताप क्षमता वाले निकाय के रूप में देखा जा सकता है अर्थात द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्मा के उत्पाद को अनंत होना चाहिए फिर केवल हम इसे रिसर्वोइएर कहते हैं क्योंकि तब आप जो भी ऊष्मा जोड़ते हैं उसका तापमान अपरिवर्तित रहता है अब रिसर्वोइएर का व्यावहारिक उदाहरण महासागर और पर्यावरण हो सकता है आप एक महासागर से जितनी भी ऊर्जा लेते हैं फिरभी उसकी कुल ऊर्जा सामग्री लगभग अपरिवर्तित रहती है क्योंकि द्रव्यमान इतना विशाल है कि यह शायद ही मायने रखता है वही पर्यावरण के लिए है और यहां तक कि जब यहां बहुत छोटे आकार का बॉडी भी रिसर्वोइएर के रूप में कार्य कर सकता है अगर आप इससे ऊर्जा ले रहे हैं या इसे ऊर्जा दे रहे हो उसकी मात्रा काफी कम है तो जैसे कि एक बड़े आइसबॉक्स के बारे में सोचें जिसमें कुछ शीतल पेय की कई या 100 बोतलें हो सकती हैं अब अगर आप इसमें कोला की छोटी कैन मिला रहे हैं तो इसका तापमान शायद ही बदलने की उम्मीद है क्योंकि इसकी गर्मी की क्षमता इतनी अधिक है अब ऊष्मा इंजन एक उपकरण है जो एक चक्र पर दो रिसर्वोइएर के बीच संचालित होता है यह तापमान TH पर रखा गया एक रिसर्वोइएर है यह तापमान TLपर रखा गया एक और रिसर्वोइएर है जहाँ TH उच्च तापमान है TL निम्न तापमान है ऊष्मा इंजन एक चक्रीय उपकरण है जो इस उच्च तापमान वाले पिंड से ऊष्मा लेता है इसके एक हिस्से को कार्य करने के लिए परिवर्तित करता है और शेष QL को कम तापमान वाले पिंड में अस्वीकार कर देता है इसलिए एक चक्र पर यह QH में उच्च तापमान बॉडी की मात्रा से गर्मी ले रहा है QL में कम तापमान बॉडी की मात्रा को गर्मी को अस्वीकार कर रहा है और कार्य आउटपुट Wदे रहा है यदि आप निम्न पर थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम लागू करते हैं तो 𝛿𝑄 𝛿𝑊 इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं QH - QL W आमतौर पर ऐसे ऊष्मा इंजनों के प्रदर्शन को दक्षता के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है ऊष्मा इंजन की क्षमता निम्नानुसार परिभाषित की गई है HEWQH जहा पर Wकार्य का आउटपुट है QH उस कार्य आउटपुट को प्राप्त करने के लिए दी गई ऊर्जा की मात्रा है इसलिए पहले कानून की अभिव्यक्ति का उपयोग करते हुए W को QH QL के रूप में लिखा जा सकता है और इसलिए HEQH QLQH1 QLQH तो इसे हीट इंजन कहा जाता है और अगर हम अब इन सभी की दिशा को उलट देते हैं तो आपको क्या मिलेगा जो हमें मिलता है उसे उल्टा हिट इंजन कहा जाता है फिर हम उच्च तापमान रिसर्वोयर TH कम तापमान रिसर्वोयर TL और आपके पास उलट हिट इंजन है इस मामले में यह कार्य की W मात्रा प्राप्त करने वाले इस कम तापमान वाले बॉडी से QL की ऊष्मा ग्रहण कर रहा है और फिर QH के रूप में उच्च तापमान वाले बॉडी के साथ संयोजन को जमा कर रहा है फिर से ऊष्मप्रवैगिकी के पहले नियम के बाद हमारे पास QH है या इस मामले में हमारे साइन कन्वेशन से जुड़े हुए हैं QL सिस्टम को दिया जाता है QL प्राप्त कर रहा है इसलिए QL - QH - W QH WQL अब रिवर्स हीट इंजन को भी आमतौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है एक उलट ऊष्मा इंजन को ऊष्मा पम्प के रूप में या रेफ्रिजरेटर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है यह वर्गीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि आपका हेतु क्या है योजनाबद्ध आरेख बिल्कुल समान रहताहै लेकिन हीट पंप के मामले में आपका उद्देश्य उच्च तापमान बॉडी में गर्मी जोड़ना है यानी आपका उद्देश्य QH है यहां आप उच्च तापमान वाले बॉडी में गर्मी जोड़ना चाहते हैं आप हिट पंप की कल्पना कर सकते हैं कि यह कुछ ऐसा है जहां TL पर्यावरण है और आप बहुत ठंडी जगह पर रह रहे हैं बाहर बहुत ठंड है और यह TH एक कमरे को संदर्भित करता है इसलिए बाहर ठंडा होने के बावजूद आप बाहर से गर्मी लेना चाहते हैं और कमरे में जोड़ना चाहते हैं ताकि आप कमरे को गर्म रख सकें रेफ्रिजरेटर एक और स्थिति है जहां आप इस कम तापमान वाले बॉडी से ऊर्जा निकालना चाहते हैं इसलिए QL उद्देश्य फ़ंक्शन है जैसा कि शब्द का सुझाव है कि यह हमारे रेफ्रिजरेटर के समान है जहां बाहर गर्म है इसलिए यहां यह TH परिवेश तापमान को संदर्भित करता है और आप एक फ्रीजर से ऊर्जा निकालना चाहते हैं ताकि हम वहां कम तापमान बनाए रख सकें उलटे हिट इंजन के प्रदर्शन को परिभाषित करने के लिए हम COP नामक शब्द का उपयोग करते हैं जो एक प्रदर्शन गुणांक है COP को इस रूप में परिभाषित किया गया है COP𝐷𝑒𝑠𝑖𝑟𝑒𝑑 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡Energy spent जहा QLवांछित प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता है Wऊर्जा खर्च का प्रतिनिधित्व करता है तो परिभाषा के अनुसार एक ऊष्मा पम्प के लिए COP निम्नानुसार होगा COPHPQHWW QLW1QLW इसी तरह एक रेफ्रिजरेटर के लिए COP आपका उद्देश्य क्या है उद्देश्य है COPR QLW और हम इन अभिव्यक्तियों को आसानी से जोड़ सकते हैं और यह दिखाया जा सकता है कि COPHP1COPR तो हीट पंप के लिए COP हमेशा 1 से अधिक होता है इसके साथ हम अंत में ऊष्मप्रवैगिकी के दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के कई कथन हैं लेकिन उनमें से दो बहुत ही सामान्य हैं पहला केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है जो हिट इंजनों के लिए आदर्श कथन है यह कहता है कि एकल हिट रिसर्वोयर के साथ गर्मी का आदान प्रदान करते हुए शुद्ध कार्य उत्पादन का उत्पादन करने के लिए एक चक्र पर काम करने वाले उपकरण का निर्माण करना असंभव है अर्थात यदि आपके पास एक एकल हिट रिसर्वोयर से जुड़ा एक ऊष्मा इंजन या एक उपकरण है जो लगातार गर्मी लेता है और कार्य करने के लिए वह सब हिट ऊर्जा को कार्य मे कन्वर्ट कर देता है तो यह संभव नहीं है इसे संभव बनाने के लिए हमारे पास एक और कम तापमान वाला रिसर्वोयर होना चाहिए ताकि गर्मी के एक हिस्से को इसे खारिज करने की आवश्यकता हो तब केवल हमारे पास एक उचित ऊष्मा इंजन हो सकता है और उससे निरंतर कार्य आउटपुट हो सकता है तो एक तरह से यह कहता है कि ऊष्मा इंजन के लिए दक्षता कभी भी या 100 नहीं हो सकती है यह हमेशा 1 से कम होता है क्योंकि हम काम करने के लिए आपूर्ति की गई ऊर्जा का 100 कभी नहीं बदल सकते अन्य कथन क्लॉसियस स्टेटमेंट है जिसमें कहा गया है कि कम तापमान वाले रिसर्वोयर से उच्च तापमान वाले रिसर्वोयर में गर्मी स्थानांतरित करने के अलावा कोई प्रभाव उत्पन्न करने के लिए एक चक्र पर काम करने वाले उपकरण का निर्माण करना असंभव है इसका मतलब यह है कि यह आपके उच्च तापमान का भंडार है जैसा की पहले PMM I को खींचा था इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका उपकरण इस कम तापमान वाले बॉडी से कुछ Q मात्रा में गर्मी ले और उच्च तापमान वाले बॉडी में सब कुछ जमा करे तो यह संभव नहीं है कुछ मात्रा में कार्य इनपुट की आवश्यकता होगी ताकि यह QL मात्रा में गर्मी ले और गर्मी की QH मात्रा को तदनुसार हिट पंप या रेफ्रिजरेटर के रूप में संचालित करे तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट हीट इंजन के लिए एक मौलिक कथन है जबकि क्लॉसियस स्टेटमेंट हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के लिए एक मौलिक स्टेटमेंट है इसीलिए आज मैं इसचर्चा को यहाँ पर बंद करना चाहूंगा आज हमने ऊष्मप्रवैगिकी के पहले और दूसरे नियम की समीक्षा की है इसलिए हमने सिस्टम से जुड़ी विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं को परिभाषित करके एक चर्चा शुरू की है विशेष रूप से संग्रहीत ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा फिर हमने ऊष्मा और कार्य के रूप में ऊर्जा और उसके ट्रांज़िशन के बारे में बात की फिर थर्मोडायनामिक्स के पहले नियम पर हमने चर्चा की और इसके बंद और खुले सिस्टम के लिए क्या उपयोग है वह देखा फिर हमने सदा गति मशीनों के रूप में पहले नियम की सीमाओं के बारे में चर्चा की है और तदनुसार ऊष्मा इंजन और प्रत्यावर्तित ऊष्मा इंजन की अवधारणा को पेश किया गया था और उनके संचालन सिद्धांतों को उष्मागतिकी के दूसरे नियम के रूप में परिभाषित किया गया था तो इतना इस दिन के लिए है अगले व्याख्यान में मैं ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के बारे में विस्तार से जाना चाहता हूं ताकि प्रतिवर्ती प्रक्रियाओं की अवधारणा को शुरू करके क्लॉसियस असमानता और एन्ट्रापी की परिभाषा को आगे बढ़ाया जा सके इसलिए इस मॉड्यूल के तीसरे व्याख्यान में हम एंट्रॉपी पर आधारित बंद और खुली प्रणालियों के दूसरे नियम विश्लेषण के बारे में बात करने जा रहे हैं तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद